हम व्याख्यान 5 शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह व्याख्यान 4 से मुख्य बिंदुओं का एक त्वरित सारांश करेंगे इस वर्ग में हम सैंपलिंग और पुनर्निर्माण के लिए एक गणितीय रूपरेखा देखेंगे फिर से यह हमारे लिए एक उपयोगी उपकरण है जैसा कि हम कंटीन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम डोमेन के बीच चलते हैं हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स के डिस्क्रीट टाइम प्रसंस्करण का एक विशिष्ट उदाहरण देखेंगे जैसा कि आपने शायद डीएसपी में अध्ययन किया है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का एक कंटीन्यूअस टाइम प्रसंस्करण भी है क्योंकि आप दो डोमेन के बीच आगे और पीछे जाने में सक्षम हैं और हम उस पर ध्यान देंगे और जैसा कि हमने सैंपलिंगकरण और पुनर्निर्माण के लिए इस ढांचे को दिए जाने का उल्लेख किया है अब हम विषय में आगे बढ़ रहे हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पर इसलिए बस गति को थोड़ा बदलने के लिए मैंने सोचा कि आइए हम उन उदाहरणों पर एक नज़र डालें जिनका हमने अंतिम कक्षा में उल्लेख किया था और हम बस एक त्वरित रन करेंगे इन उदाहरणों के रूप में और सिर्फ एक चित्रण के रूप में ठीक है इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक छोटा परिवर्तन करूंगा एक और बात है मैं एक और सैंपल जोड़ूंगा ठीक है इसलिए 6 सैंपल अनुक्रम इसलिए यदि आप इसे 0 पर अनुक्रम के एक स्केच के रूप में सोचते थे तो आपके पास 1 टाइम 1 2 3 4 5 6 ठीक के बराबर एक सैंपल है इसलिए 1 2 3 4 5 टाइम इंडेक्स है क्या मैं सही हूं नहीं हमें बताया गया है कि सैंपल नंबर 3 0 इंडेक्स है इसलिए 0 इंडेक्स वास्तव में यहां होता है इसलिए यह सैंपल नंबर 3 है 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 कृपया सुनिश्चित करें कि एरो एक महत्वपूर्ण संकेतक है इसलिए इन की ऊंचाई 1 2 3 4 5 6 है ठीक तो मुझे बस जल्दी से जवाब लिखकर चर्चा के लिए और लोगों की स्मृति को ताज़ा करने के लिए लिखें तो y1nxn 3 इसलिए अगर मुझे यह लिखना है तो मैं एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा बस अनुक्रम 1 2 3 4 5 6 लिखें मूल बाईं ओर 3 स्थानों को स्थानांतरित कर दिया गया है इसलिए यदि आप इसे देखने जा रहे हैं तो इसका क्रमांक यहाँ 0 मूल्यवान सैम्पल्स थे अब यह 0 से माइनस 3 हो गया माइनस 3 वह स्थान था जहां मूल है इसलिए वह क्रम संख्या 1 के लिए अनुक्रम है इसलिए y2nx n मूल रूप से एक टाइम रिवर्सल ताकि इसका अर्थ होगा कि अनुक्रम अब पीछे की ओर 6 5 4 3 2 1 है मूल पहले की तरह बनी हुई है इसलिए मूल रूप से 3 पर बनी हुई है फिर दिलचस्प मामले 3 4 और 5 x n 1 पर आते हैं फिर से कई तरीके हैं यह शिफ्ट ऑपरेशन है एक टाइम रिवर्सल ऑपरेशन है जैसा कि हम हमेशा डीएसपी में जोर देते हैं पाठ्यक्रम को हमेशा शिफ्ट करना सबसे आसान है क्योंकि अन्यथा शिफ्ट को संभालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए मैं जो सुझाव दूंगा वह एक मध्यवर्ती अनुक्रम लिखना होगा y3nxn1 इसलिए अपने शिफ्ट का ध्यान रखा तो यह एक अनुक्रम होगा n प्लस 1 का मतलब है आप ऑपरेशन को 1 से आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए 0 1 2 3 4 5 6 है ठीक और शून्य मूल रूप से उस सीमा के बाहर हो एडवांस ऑपरेशन कहता है कि संपूर्ण अनुक्रम बाईं ओर चला जाता है इसलिए मेरा मूल अब 4 हो गया है यह 3 था पूरे अनुक्रम को 1 इकाई द्वारा बाईं ओर ले जाया गया है और फिर आपको अगला चरण मिलता है y3ny3 n ताकि आप सत्यापित कर सकें कि वास्तव में x n1 है लेकिन y3n को फ्लिप करना बहुत आसान है इसलिए मूल रूप से अनुक्रम 6 5 4 3 2 1 होगा और 4 मूल होने के साथ इसलिए मूल रूप से आप उस के साथ अनुक्रम को टाइम रिवर्स करते हैं ठीक और y4nx n 2 फिर से मैं यह मानूंगा कि यह पिछले मामले का एक सीधा विस्तार है जिसे आप 2 शिफ्ट करते हैं अर्थात आप अनुक्रम को दाईं ओर 2 तक शिफ्ट करते हैं आप समय की 2 इकाइयों द्वारा डिले कर रहे हैं और फिर टाइम रिवर्सल करना सरल होना चाहिए ठीक है y5n यह x 3n 1 था ठीक और इसे करने का तरीका एक मध्यवर्ती अनुक्रम को परिभाषित करेगा जो आपको शिफ्ट x n 1 देता है और फिर आप एक टाइम स्केलिंग के साथ y5n प्राप्त कर सकते हैं y5n y53n जो x 3n 1 के रूप में सामने आएगा यह पता चलता है कि यदि आप प्रति चरण एक ऑपरेशन करते हैं तो हमारे लिए वास्तव में इसका ट्रैक रखना बहुत आसान है इसलिए x n 1 मैं मान रहा हूं कि आपको पता है कि कैसे उत्पन्न किया जाए फिर मुख्य चरण अगला चरण है टाइम की स्केलिंग इसलिए अनुक्रम के साथ काम करने के बजाय मैंने सोचा कि यह एक छोटी तालिका बनाने में सहायक है इसलिए यदि आप 0 1 2 के बराबर n कहते हैं तो तर्क फ़ंक्शन जो हम टाइम स्केलिंग के साथ गणना करने की कोशिश कर रहे हैं और शिफ्ट 3n 1 है इसलिए यह 1 2 और 5 होगा और x 3n 1 x 1 2 है x 2 5 है और उस सीमा के बाहर कुछ भी 0 पर जाएगा और यह y n है ठीक तो यह वही है जो y n बन गया है अब मैं मान रहा हूं कि ये काफी अल्पविकसित उदाहरण हैं जिनके बारे में आप काफी सहज हैं जो मैं करना चाहता हूं वह सिर्फ उल्लेख है और हम कई उदाहरणों को देखने के लिए वापस आएंगे कक्षा में और ट्यूटोरियल में तो यह सामान्य मामला है अगर मुझे एक अनुक्रम x n दिया जाता है और मुझे ynx MNn N0 प्राप्त करने के लिए आवश्यक है ठीक ध्यान दें कि इस विशेष परिवर्तन को शिफ्ट मिला है इसमें एक टाइम स्केलिंग है इसे कम्प्रेशन और एक्सपांशन दोनों के मामले में टाइम स्केलिंग मिली है इसलिए वास्तव में 2 प्रकार के टाइम स्केलिंग हैं ठीक 2 प्रकार के टाइम स्केलिंग मौजूद हैं और तीसरा है टाइम रिवर्सल मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग के दृष्टिकोण से यह हमारे लिए बहुत रुचि है लेकिन यह आमतौर पर शिफ्टिंग के संदर्भ में होता है और कभी कभी टाइम रिवर्सल भी होता है इसलिए यह परिवर्तन का एक रूप है जिसमें हम बहुत रुचि रखते हैं मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग का अध्ययन इसलिए यहां सामान्य दिशानिर्देश अनुक्रम है जिसमें यह करना सबसे आसान है कि पहले शिफ्टिंग करें फिर स्केलिंग और फिर अंत में अंतिम चरण में टाइम रिवर्सल करें यह सबसे आसान है यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पता है कि लापरवाह ग़लतियों की संभावना कम से कम हैबेशक इन 2 को बहुत अधिक कठिनाई के बिना बदला जा सकता है क्योंकि वे प्रक्रियाएं हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती हैं आप इसे किसी भी अनुक्रम में कर सकते हैं लेकिन शिफ्टिंग स्केलिंग और टाइम रिवर्सल का क्रम एक बहुत बहुत मजबूत तरीका है जिससे आप वहां गलतियां नहीं करेंगे तो ये कदम जो हम चाहते हैं कि हम यहां करेंगे इसलिए पहला कदम परिभाषित होगा ynxn N0 तो दूसरा चरण सैंपलिंग दर विस्तार करना है ynynN ठीक है इसलिए जब तक हम इस प्रक्रिया को परिभाषित करेंगे यह सैंपलिंग दर के विस्तार की प्रक्रिया है और इससे बहुत सारे शून्य सम्मिलित होंगे आप इस चरण में जानकारी नहीं खोते हैं इसलिए हमेशा यह कदम पहले करना बेहतर है मुझे लगता है कि हमने एन से विभाजित किया हैं मुझे खेद है यह एन होना चाहिए ठीक इसलिए सैंपलिंग दर विस्तार आगे आता है और निश्चित रूप से आप स्थानापन्न और सत्यापित कर सकते हैं कि यह आपको एक सिग्नल देगा जो xnN N0 है वैसे M N N शून्य सभी पूर्णांक हैं जो कि मूलभूत परिवर्तनों के संदर्भ में धारणा है जिसे हम देख रहे हैं ynyMn यह सैंपलिंग है दर में कमी आप एम सैम्पल्स में से एक को बरकरार रखते हैं यह yMNn से मेल खाता है जो xMNn N0 से मेल खाता है ठीक है और अंतिम चरण एकटाइम रिवर्सल है yny n मैने स्केलिंग किया है इसलिए अंतिम चरण होगा और यह मुझे y Mn देगा जो मुझे y MNn देगा और जो को देगा x MNn N0 ठीक है और निश्चित रूप से ऐसे कई सरल उदाहरण हैं जिन्हें हम आज़मा सकते हैं लेकिन यह सबसे सामान्य मामला है और हमारे लिए उस तस्वीर को ध्यान में रखना ठीक है इसलिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ओप्पेनहेम और शेफ़र अध्याय 2 बुनियादी गुणों बुनियादी कार्यों पर एक नज़र डालते हैं और इसे डीटीएफटी और इसकी प्रॉपर्टी की समझ में भी बनाया गया है इसलिए फिर से एक त्वरित समीक्षा होगा असाइनमेंट नंबर लिखित असाइनमेंट अपलोड किए गए हैं मूडल पर एक नज़र डालें अगर मूडल तक पहुंचने में कोई कठिनाई है तो कृपया टी ऐ को इंगित करें या उपस्थिति पत्रक पर साइन पर इंगित करें ठीक है अब हम अपने सैंपलिंग को फिर से संगठित करना चाहते हैं और गणितीय ढांचे पर निर्माण करने के लिए एक और बार फिर से पुनर्निर्माण करेंगे और मुझे बस इसे अगले कदम के रूप में लेना चाहिए जिसे हम करना चाहते हैं ठीक तो सैंपलिंगकरण प्रक्रिया मूल रूप से स्क्रीन के निचले आधे हिस्से में एक्सप्रेशन द्वारा दी गई है आप आवधिक सैंपलिंग कर रहे हैं और एक समझ है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अलियासिंग का जोखिम को कम करने के लिए एंटी माइनस एलियासिंग फिल्टर होना चाहिए पूरी तरह से और निश्चित रूप से अलियासिंग से बचने के लिए जिस आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं वह है ब्रिक वॉल फिल्टर s2 से s2 हम इसे सैंपलिंग अवधि πTs से πTs से भी संबंधित कर सकते हैं और वास्तविक एक्सप्रेशन एक सिंक फंक्शन है जिसे हमने अंतिम वर्ग में प्राप्त किया है अब मैं चाहूंगा कि आप गणितीय तत्वों के एक पहलू पर अनुसरण करें तो मुझे पहले कंटीन्यूअस समय भाग लिखना चाहिए और फिर इसे डिस्क्रीट समय xs सैंपलिंग सिग्नल से संबंधित करना चाहिए यह x इम्पल्स ट्रेन से गुणा किया जाता है n ∞δ और इसका एक फूरियर रूपांतरण है जो हमने व्युत्पन्न किया है जो XS है जो मूल रूप से अनंतता के लिए शून्य से अनंत के बराबर समन n द्वारा दिया गया है अगर मुझे x लिखना है इस के फूरियर रूपांतरण करते हैं आप पाएंगे कि जब मैं डीरेक डेल्टा में का इंटीग्रल करता हूं तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगी वह n ∞xcnTse jnTs है सही जो फ़ंक्शन मूल्य होगाऔर e jnTs इंटीग्रल आपको बस योग के पीछे छोड़ देगा ठीक है तो मूल रूप से मैं xs का फूरियर रूपांतरण ले रहा हूं ठीक है जो दाईं ओर की ओर एक्सप्रेशन है ठीक है हमने इसे एक अलग कोण से देखा है जहां हमने कहा था कि आप गुणा कर रहे हैं हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म को गुणा किया है हम x और डीरेक डेल्टा ट्रेन के फूरियर ट्रांसफॉर्म को कॉन्वॉल्व करते हैं यह ठीक है तो मूल रूप से यह सीधे निम्नलिखित अवलोकन से आता है कि यह योग कुछ भी नहीं है लेकिन n ∞xcnTsδ मूल रूप से डीरेक डेल्टा की प्रॉपर्टी और फिर अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना चाहता हूँ मुझे एक्स ऑफ़ टी का इंटीग्रल लेना होगा और फिर मूल रूप से डेल्टा फ़ंक्शन की प्रॉपर्टी के कारण आपको दाहिने हाथ की तरफ एक्सप्रेशन मिलती है इस प्रकार अब यह जानकारी का एक टुकड़ा है जो डिस्क्रीट टाइम डोमेन xnxc पर जा रहा है ठीक है और निश्चित रूप से एन आवधिक सैंपलिंग है जहां n के बराबर 0 ± 1 ±2 और इतने पर है डिस्क्रीट टाइम अनुक्रम के लिए हम डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म को परिभाषित करते हैं Xejω निम्नलिखित के रूप में n ∞xne jωn यह भी n ∞ ∞ xcnTse jωn लिखा जा सकता है मेरे पास 2 समीकरण हैं जो बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण हैं एक है समीकरण नंबर 1 दूसरा है समीकरण नंबर 2 दोनों हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन वे फूरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन हैं कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में एक और उसी सिग्नल के डिस्क्रीट टाइम डोमेन में एक और क्योंकि सैंपल सीक्वेंस xc जब कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में दर्शाया जाता है तो मुझे समीकरण 1 से दिया गया फूरियर ट्रांसफॉर्म देता है डिस्क्रीट टाइम अनुक्रम डिस्क्रीट टाइम का प्रतिनिधित्व करता है फूरियर ट्रांसफॉर्म मुझे समीकरण संख्या 2 देता है इसलिए वे मूल रूप से एक और एक ही प्रतिनिधित्व हैं तो अगला चरण कंटीन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो मूल रूप से 1 और 2 की तुलना करते हुए कहता है हम निम्नलिखित Xs लिखते हैं जो को Xejω के समान होना चाहिए and ωTs पर मूल्यांकन किया जाता है जो कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी के बीच संबंध है तो यह डिस्क्रीट टाइम डोमेन में है यदि आपके पास Xejω है तो यह समान हैं इसे X के रूप में लिखना समान रूप से मान्य है क्योंकि इसके बजाय हम संबंध का उपयोग कर सकते हैं ωTs इसलिए उस एक्सप्रेशन का मूल रूप से उपयोग करते हुए 1 और 3 की तुलना करते हुए हम समीकरणों के अंतिम को फिर से लिखते हैं आपको आश्चर्य हो सकता है कि हम इस पर समय क्यों खर्च कर रहे हैं यह वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो फूरियर के प्रतिनिधित्व के बीच की कड़ी है कंटीन्यूअस टाइम अनुक्रम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम अनुक्रम तो XejTs को 1 और 3 की तुलना 1Tsk ∞Xj के रूप में किया जा सकता है हम पहले से ही इस एक्सप्रेशन के बराबर हैं इसलिए यह Xcj ks होगा यह एक स्वतंत्र रूप से Xs का दूसरा रूप है इसलिए यह Xs के बराबर है यह पहले के व्याख्यान में फिर से लिया गया है इसलिए यह हमें यह भी बताता है कि हम एक ही समीकरण भी लिख सकते हैं जारी रखने के मामले में समीकरण संख्या 4 डिस्क्रीट टाइम ओमेगा जो Xejω कहता है मैं इसकी कल्पना कैसे करूं यह प्रतिनिधित्व है आवधिक प्रतिनिधित्व करते हैं फ्रीक्वेंसी अक्ष की उपयुक्त स्केलिंग के साथ कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी की आवधिक पुनरावृत्ति इसलिए यह 1Tsk ∞XcjTs k2πTs ठीक है इसलिए मूल रूप से हम जो कह रहे हैं वह सिग्नल है अगर हम इसे कंटीन्यूअस टाइम में देखते हैं तो आपको एक निश्चित अंतर्दृष्टि और प्रतिनिधित्व मिलता है आप इसे डिस्क्रीट टाइम में देखते हैं यह आपको कुछ अंतर्दृष्टि और प्रतिनिधित्व देता है और जब हम सैंपलिंग और पुनर्निर्माण की इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो हम आगे और पीछे जा रहे हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी और उपयोगी है कि जो हो रहा है उसकी स्पष्ट तस्वीर हो इसलिए हमारे पास स्पेक्ट्रम की प्रतियां हैं जो अंतिम समीकरण में दी गई हैं और यह शर्त कि आपके पास स्पेक्ट्रा का ओवरलैप नहीं है ओवरलैप के लिए स्थितियां इसलिए मूल रूप से यदि आप स्पेक्ट्रम की प्रतियों के नॉन ओवरलैपिंग होने की स्थिति को लागू करना चाहते हैं तो यदि आप इस शर्त को लागू करना चाहते हैं तो यह मूल रूप से आपको देगा कि आप इसे देख सकते हैं चित्रीय प्रतिनिधित्व के संदर्भ में या आप फिर से वापस जा सकते हैं कि यह एक्सप्रेशन वास्तव में कैसे हुई पहली बात यह है कि Xcj एक बैंड लिमिटेड होना चाहिए यदि यह कभी भी बैंड लिमिटेड नहीं था तो आपके पास कई प्रतियाँ हैं जिन्हें वे ओवरलैप करने जा रहे हैं और वे भी s≥20 को सुनिश्चित करना चाहिए जो कि बैंड लिमिट है ठीक है और फिर से यह s2πTs इसलिए एक बार जब आपने यह सुनिश्चित कर लिया है कि आपकी शिफ्ट इससे बड़ी है सिग्नल की बैंड विड्थ की तुलना में 2 गुना अधिक है और वह फिर से न्यक्विस्ट मानदंड पर वापस जाता है और फिर इसलिए हम कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में न्यक्विस्ट मानदंड को देख सकते हैं जो हमारे लिए बहुत सरल है लेकिन जब हम इसे डिस्क्रीट टाइम में भी देखते हैं तो एक अंतर्दृष्टि है कि हम सुनिश्चित करने के संदर्भ में बात कर सकते हैं आपने पर्याप्त रूप से उच्च दर पर सैंपलिंग लिया है और हमारे लिए यह चित्र हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इस पृष्ठ पर हमारे द्वारा प्राप्त किए गए यह रिश्ते अधिक परिचित और उपयोगी हो जाएंगे एक बार जब हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स के डिस्क्रीट समय प्रसंस्करण के बारे में बात करना शुरू करते हैं जो कि मैं आज की चर्चा के भाग के रूप में करना चाहूंगा लेकिन इससे पहले हमेशा हमारे लिए दिलचस्प कुछ दिलचस्प उदाहरणों को देखना है और इसलिए मैं जो आपके साथ साझा करना चाहूंगा वह है डीएसपी के बहुत शक्तिशाली अनुप्रयोगों में से एक के रूप में एक आधारभूत और विशेष रूप से मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग की एक अंतर्दृष्टि है जो आप शायद रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग कर रहे हैं लेकिन यह उस विशेष अनुप्रयोग के साथ संबधित नहीं किया होगा ठीक है तो एप्लीकेशन खुद संगीत के संदर्भ में है इसलिए यह संगीत में है और बहुत ही विशेष रूप से प्लेबैक में है ठीक है जो आप में से अधिकांश मैं आज भी देखता हूं जैसे कि मैं व्याख्यान में आ रहा था यह बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं जब वे क्लास में आ रहे थे तब संगीत सुनने की लिया कान में प्लग का उपयोग कर रहे थे इसलिए आप जानते हैं कि आप शायद ही कुछ मिनट पहले इसका इस्तेमाल कर रहे थे अब एक चीज़ जो मुझे यकीन है कि आप आनंद लेते हैं जिसे आप जानते हैं कि आप अपने म्यूजिक प्लेयर्स पर ग्राफिक इक्वलाइज़र का उपयोग होता है आप इसे संगीत को सुनने के लिए अपनी पसंद के अनुसार सेट करते हैं और एक विकल्प जो आपके पास उच्च अंत प्लेयर्स में होगा वह आपको निश्चित ध्वनि प्रभाव देने के लिए है यह आपको जैज़ सेटिंग का ध्वनि प्रभाव दे सकता है या आपके पास एक रॉक सेटिंग हो सकता है या आप एक कॉन्सर्ट हॉल सेटिंग कर सकते हैं इसलिए मैं आपको एक कॉन्सर्ट हॉल में ले जाना चाहता हूं ठीक है हम कहते हैं कि आप कॉन्सर्ट हॉल सेटिंग देखना चाहते हैं ठीक है मुझे नहीं पता कि आप में से कितने जानते हैं कि चेन्नई में हमारे पास संगीत अकादमी नामक एक बिल्कुल अद्भुत कॉन्सर्ट हॉल है अगर आपको यह सुनने को मिलता है तो आप ऑडिटोरियम में कहीं भी बैठ सकते हैं आपको मिक्स की आवश्यकता नहीं है आप इसे बिना एम्पलीफिकेशन के सुन सकते हैं और यही इसकी सुंदरता है लेकिन यह एक ऑडिटोरियम है जिसमें इस तरह का प्रभाव होता है यह एक प्रकार का वृत्ताकार ऑडिटोरियम होता है और सबसे अच्छी सीटें सामने की ओर होती हैं यह कहीं न कहीं की तरह होती है सटीक जियोमेट्रिक केंद्र नहीं है लेकिन यह कहीं न कहीं सामने है ठीक है अब अगर आप इस प्रकार के कॉन्सर्ट हॉल का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि सबसे अच्छी सीटें कहीं मूल रूप से हैं अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो मैं बस यह ड्रा करूँगाठीक उस प्रकार का कुछ ठीक है अब ऐसा क्यों है कि सबसे अच्छी सीटें हैं ऐसा लगता है कि मूल रूप से ध्वनि विज्ञान इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि यदि आप यहां बैठे हैं तो आपको सिग्नल के विभिन्न गूँज सिग्नल की प्रतियों के इष्टतम संयोजन के कुछ प्रकार मिलते हैं इसलिए मूल रूप से आपको जो मिलता है एक सिग्नल की स्पष्टता है दूसरा एक गहराई की भावना है कि आप एक ऑडिटोरियम में हैं क्योंकि आप कुछ प्राप्त करते हैं और लोगों ने इसका विश्लेषण किया है क्या इस प्रकार का प्रभाव पैदा करता है तो मूल रूप से एक सिग्नल प्रोसेसिंग दृष्टिकोण से मूल रूप से एक सीधा रास्ता है आपको एक सिग्नल मिलता है जो सीधे संगीत के स्रोत से आ रहा है या लेकिन कई प्रतियां भी हैं यदि आप प्राप्त सिग्नल को चिह्नित करते है तो एक सीधा रास्ता से जो आता है ठीक यह माइक्रोसेकंड में है इसलिए एक सीधा रास्ता है और सिग्नल की कई अन्य प्रतियां हैं और क्या है और मूल रूप से यदि आप ध्वनि विज्ञान को देखते हैं तो यह क्या है क्या एक कॉन्सर्ट हॉल को बहुत अच्छा बना देता है ध्वनि की दृष्टि से उत्कृष्ट यह है कि कुछ प्रतियां आते हैं जिसके कारण हम कहते हैं वे इसे प्रारंभिक प्रतिबिंब कहते हैं ठीक है कुछ जो पास से आ रहे हैं जहां से ध्वनि स्रोत हैं तो इन गूँज को संदर्भित किया जाता है इसलिए यह सीधा रास्ता है यह सीधा रास्ता है फिर शुरुआती गूँज हैं और फिर पुनर्जन्म हैं इसलिए मूल रूप से ये थोड़ी लंबी गूँज हैं और आखिरकार यह मर जाती हैं ठीक है इन्हें पुनर्संयोजन कॉम्पोनेन्ट कहा जाता है अब वे ऑडिटोरियम जो पूरी तरह से पर्फेक्ट्ली डिज़ाइनड हैं या आप बनाया हुआ वातावरण जानते हैं जहाँ आपके पास इन गूँज और पुनर्जन्म का इष्टतम संयोजन है और विशेष रूप से उन स्थानों पर जहाँ आप बैठते हैं और इसलिए आप संगीत का सबसे अच्छा आनंद लेते हैं इसलिए लेकिन आपके पास एक सीडी प्लेयर और हेडफ़ोन का सेट है और अब हम इस प्रभाव को मूल रूप से कैसे बनाते हैं केवल सीधा रास्ता को प्ले करने के बजाय यदि आपने केवल यह प्ले किया है तो यह केवल एक साधारण सीडी प्लेयर माइक्रोफोन होगा लेकिन अगर आपके पास इक्वलाइज़र सेटिंग है जो ठीक कॉन्सर्ट हॉल कहती है तो आपको मूल रूप से केवल प्रत्यक्ष को प्लेबैक नहीं करना चाहिए लेकिन आपको उस समग्र सिग्नल को प्लेबैक करना होगा जिसे हमें विकसित करना है ठीक तो मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग खेल में आता है जब हम कहते हैं कि ठीक है मैं सैंपलिंग सिग्नल x ऑफ़ n लेता हूं एक सीधा रास्ता है और फिर डिलेस का एक गुच्छा है विभिन्न डिलेस जिनसे हमें एक हॉल में शुरुआती गूँज मिलेंगी आपको इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है यह स्वचालित रूप से आता है लेकिन जब आप इसे अपने सीडी प्लेयर पर करना चाहते हैं तो आपको इसे बनाना होगा और फिर आपके पास डिलेस का दूसरा सेट होगा ये विभिन्न डिले कॉम्पोनेन्ट हैं जो आप तब ये रिवर्ब सिग्नल्स के अनुरूप हैं डॉट डॉट डॉट उनमें से कई आपके पास ये रिवर्ब संयोजन हैं और ये सभी यदि आप उपयुक्त फेज के साथ एक साथ जोड़ते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जब आप ध्वनि विज्ञान को संभालते हैं तो आपको उन्हें एक उपयुक्त तरीके से संयोजित करना होगा इसलिए मैं बस यहां एक बड़ा प्लस साइन डालूंगा यह आपके लिए पैदा करता है y ऑफ़ n जो आपके द्वारा प्राप्त किए गए के समान होगा यदि आपने इस लाल बिंदु पर प्राप्त होने वाले सिग्नल का सैंपलिंग लिया होता आपके पास एक सीधा रास्ता है लेकिन आपने इन कई चीजों को कृत्रिम रूप से बनाया है ये शुरुआती प्रतिबिंब हैं और ये रिवर्ब कॉम्पोनेन्ट हैं ठीक है और यही वह है जो तब डी से ए कनवर्टर तक पहुंच जाएगा और फिर अपने स्टीरियो हेडफ़ोन के माध्यम से प्लेबैक किया जाएगा आप कुछ डिफरेंशियल सिग्नल बना सकते हैं आप एक बाएं कान बाएं स्पीकर सिग्नल बना सकते हैं एक ही संयोजन का उपयोग करने से दाएं स्पीकर अलग अलग सिग्नल देते हैं इसलिए अंततः मूल सिद्धांत यह है ठीक है तो आप वास्तव में किसी भी प्रकार के ध्वनि विज्ञान प्रभाव कॉन्सर्ट हॉल रॉक बैंड जगह बना सकते हैं इसलिए मूल रूप से आप सेटिंग सेट करेंगे आप फ्रीक्वेंसीयों को सेट करेंगे शायद आप बासइस को बढ़ाएंगे लेकिन हम जो उत्पादन कर रहे हैं उस प्रभाव में इन घटकों का एक बहुत ही दिलचस्प संयोजन है ठीक है अब मल्टी रेट कहां है मैंने कोई मल्टी रेट नहीं देखी यह एक सैम्पल्स है जिसे आपने डिले और गुणा किया है और इसलिए वास्तव में यही होगा यदि आप किसी स्थिति में होते हैं तो उदाहरण के लिए हमें बताएं कि आपके पास एक सीडी है आप सीडी संगीत चला रहे हैं इसलिए सीडी संगीत 441 किलोहर्ट्ज़ सैंपलिंग दर पर है सैंपलिंग अवधि लगभग 227 माइक्रोसेकंड है आपके संगीत के सैम्पल्स 227 माइक्रोसेकंड के एक सैंपलिंग रिक्ति पर आ रहा है ठीक है इसलिए कुछ सैम्पल्स आ रहे हैं यह रिक्ति आपके Ts है जो 227 माइक्रोसेकंड है अब कुछ भी जो मैं डिले के रूप में करता हूं अगर मैं डिजिटल डोमेन में डिले को लागू करना चाहता हूं तो यह z n0 होगा जहां n0 एक पूर्णांक है ठीक इसलिए मूल रूप से मैं केवल सबसे छोटा डिले का गुणक प्राप्त कर सकता हूं जो मैं प्राप्त कर सकता हूं वह z 1 है और अगर मैं इसे एक सैंपलिंग अवधि से डिले करता हूं तो यह 227 माइक्रोसेकंड के अनुरूप होगा लेकिन निर्माण में इस कॉन्सर्ट हॉल इफ़ेक्ट के लिए आप खुद को ना कहने के लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकते ना ही मुझे केवल 227 के गुणकों में देरी करने दें कभी कभी डिले होती है जो सिग्नल अलग अलग डिले से आ रहे हैं इसलिए उदाहरण के तौर पर मैं सीधे रास्ते को जोड़ना चाहता हूं ताकि x n हो हम इसे a0xna1xn कहते हैं जहां Δ 10 माइक्रोसेकंड है ठीक है मान लीजिए मैं सिर्फ यह संयोजन करना चाहता हूं और निश्चित रूप से एक कॉन्सर्ट हॉल प्रभाव में कई संयोजन होंगे और इसलिए मैं सिर्फ 1 का मामला ले रहा हूं तो अब यह एक ऐसा मामला है जहां आप अच्छी तरह से बहुत बुरा कह सकते हैं या तो आप तो अगर हम कहें कि आप 10 माइक्रोसेकंड प्राप्त करना चाहते हैं तो यह कुल 227 माइक्रोसेकंड है इसलिए हम अच्छी तरह से कहते हैं कि आप जानते हैं कि आप या तो एक इकाई द्वारा डिले या डिले नहीं करना चुन सकते हैं जो इसे 227 माइक्रोकंड पर ले जाएगा जो ठीक दोनों को स्वीकार्य नहीं हैं इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है कि हम देखें कि क्या हम कुछ सरल कर सकते हैं और मानते हुए इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है मैं 2 टाइम्स ओवर सैंपलिंग लेता हूँ ठीक इसलिए समस्या कथन है मुझे 10μs चाहिए मेरा TS227μs मूल रूप से है यह लगभग 044 Ts के बराबर है इसलिए यदि मैं अब 2x ओवर सैंपलिंग करता हूं तो मेरा मतलब है कि यह मूल सिग्नल है यह Ts का सैंपलिंग स्पेसिंग है और मुझे पता है कि सैंपलिंग दर को कैसे बढ़ाना है इसलिए मैंने Ts 2 में एक नया सैंपलिंग बिंदु पेश किया 2x ओवर सैंपलिंग का मतलब है कि मैं इसे कम कर सकता हूं तो इसका मतलब है कि मुझे 0 05Ts Ts पर सैम्पल्स मिलेंगे और इसलिए प्रत्येक 05Ts पर मुझे मूल रूप से मिलेगा मेरे पास सैंपलिंग की दर 2 के फैक्टर से बढ़ गई है मैं 044Ts डिले प्राप्त करना चाहता हूं मुझे नहीं मिल सकता है 044 जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि इसका अनुमान लगाया जा सकता है इसलिए 10 माइक्रोसेकंड के बराबर डेल्टा 044Ts के बजाय 05Ts के रूप में अनुमानित किया जा सकता है ठीक है आप ठीक कहते हैं कि ठीक है लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि मैं बहुत बहुत उच्च अंत कर रहा हूं मैं पुन पेश करना चाहता हूं कोई बहुत ही सटीक रूप से एक कॉन्सर्ट हॉल को पुन पेश करना चाहता हूं तो फिर हम कहते हैं ठीक है मैं 10x ओवर सैंपलिंग करने जाऊंगा 10 x ओवर सैंपलिंग कहता है कि हां अब मैं अपने सिग्नल में डिले का परिचय दे सकता हूं जो कि 0 01Ts 02Ts के सभी तरह 09Ts and then Ts के रूप में है इसलिए मूल रूप से 2 सैंपलिंग बिंदुओं के बीच में आपने 9 अन्य सैंपलिंग बिंदु प्राप्त किए हैं इसलिए यह 10x ओवर सैंपलिंग है ठीक और कहीं न कहीं 04Ts है और निश्चित रूप से 044 का अर्थ है कि निकटतम निकटतम 04Ts होगा मैं एक सिग्नल का परिचय वह रूप दे सकता हूं ठीक है औऔर हां अगर आप बहुत बहुत चुस्त हैं तो आप यह भी कह सकते हैं कि ठीक है 100 x ओवर सैंपलिंग पर जाएं कोई समस्या नहीं है मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग ओवर सैंपलिंग को काफी आसानी से कर सकता है और इसका मतलब है कि आप 044Ts के बराबर डेल्टा प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इसे बहुत चाहते हैं बहुत ठीक है तो फिर से यह समस्या को देखने का एक दिलचस्प तरीका है यह कहता है कि मैं इन कॉन्सर्ट हॉल प्रभाव को फिर से बनाना चाहता हूं जिसका अर्थ है कि मुझे कई डिलेस के कई सिग्नल्स फिर से बनाना होगा जिसे मुझे जोड़ना चाहिए मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यह ध्वन्यात्मक गुणों पर निर्भर करता है और जरूरी नहीं कि मेरे सैंपलिंग की अवधि पर हो और अगर मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं जो मैं लागू करना चाहता हूं उसके करीब है तो आदर्श मामले में क्या है तो मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है जो मुझे लगता है कि हम उपयोग कर सकते हैं और शोषण कर सकते हैं और उस से कई बहुत अच्छे फायदे ले सकते हैं हमने जो भी कहा है उस पर कोई सवाल है क्यों मल्टी रेट खेल में आता है प्रोफेसर माइनस छात्र वार्तालाप शुरू होता है ठीक है आप इसे चला सकते हैं यदि आपने ओवर सैंपलिंग की है जब तक कि आपने इसे पहले डाउन सैंपलिंग लिया है तो आपको इसे उच्च दर पर चलाना होगा ठीक है ठीक है रुको रुको यह एक बहुत बहुत अच्छी बात है तो मूल रूप से हम जो कह रहे हैं यदि आप इसे बनाते हैं तो यह सबसे आसान है यदि मैं इसे कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में दिखाता हूं इसलिए मेरे पास कुछ ऐसा है जो एक संगीत सिग्नल की तरह है अब मुझे वह करना चाहिए जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उपयुक्त डिले के साथ सिग्नल बनाने में सक्षम हो गए हैं बैंडविड्थ का विस्तार नहीं हुआ है हालांकि मैं एक उच्च सैंपलिंग फैक्टर पर चला गया हूं सिग्नल की बैंडविड्थ केवल एक डिले पेश किया है इसलिए मूल रूप से यह एक ध्वनिक प्रभाव है मैंने सिग्नल की बैंडविड्थ को नहीं बदला है इसलिए मैं इसे एक सिग्नल के रूप में पूरी तरह से सोचने में सक्षम हूं जिसके लिए मैं मूल सैंपलिंग दर पर वापस जा सकता हूं इसलिए हो सकता है कि मैंने 100x ओवर सैंपलिंग की है उस पर मैं गया हो लेकिन मैं अभी भी मूल सैंपलिंग दर पर वापस जा सकता हूं क्योंकि सिग्नल की गुणवत्ता को खोने के बिना और मैं ध्वनिक प्रभाव को नहीं खोएगा क्योंकि यह अब पहले से ही उत्पादन किया गया है इसे ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल के योग के रूप में सोचें इसका योग लें और फिर इसका सैंपलिंग लें जिसका अर्थ है अब आपके पास एक सिग्नल है जो कि ध्वनिक प्रभाव में बनाया गया है और सही सैंपलिंग दर पर एक टिक है बेशक आपको निचले सैंपलिंग दर में नीचे जाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि ओवर सैंपलिंग वास्तव में आपके डी से ए को रूपांतरण में मदद करता है इसलिए आप वास्तव में कह सकते हैं कि वैसे भी मैं एक अच्छे डी से ए रूपांतरण के लिए ओवर सैंपलिंग करना चाहता हूं लेकिन सिद्धांत रूप में यह क्या हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं आपने वास्तव में मल्टी रेट वाले हिस्से का उपयोग करके प्रभाव डाला है जिसे आप मूल सैंपलिंग दर पर वापस जा सकते हैं यदि आप इसे रखना चाहते हैं या आप इसे बनाए रख सकते हैं और फिर उच्च सैंपलिंग दर पर विस्तृत प्रक्रिया पर जा सकते हैं लेकिन एक बहुत ही अच्छा सवाल है हाँ क्योंकि हम इसके प्रभाव को नहीं खोएंगे क्योंकि ध्वनिक प्रसंस्करण के प्रभाव को देखते हैं जो हमने मूल रूप से किया है कि मैं एक और प्रतिध्वनि का प्रभाव पैदा कर चुका हूं और इन 2 के संयोजन को पहले ही शामिल कर लिया गया है इसलिए अगर मैं निम्न सैंपलिंग दर पर जाता हूं तो मैं सिग्नल के प्रभाव को नहीं खोऊंगा ठीक है प्रोफेसर छात्र वार्तालाप समाप्त होता है कोई अन्य प्रश्न